आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्लोप कंपनसेशन क्या है और स्लोप कंपनसेटेड रेफरेंस वेवफॉर्म कैसे प्राप्त करें आइए हम समय के संबंध में कुछ वेवफॉर्म की मदद से इसे समझते हैं मैं iLref को प्लॉट करूंगा जोकि कुछ नहीं है बस एक कांस्टेंट DC वैल्यू के सिवाय तो इंडक्टर करंट वेवफॉर्म की तुलना इस DC के साथ की जाती है और फिर इस तरह से करंट कंट्रोल्ड आउटपुट जनरेट किया जाता है लेकिन यह 50 ड्यूटी साइकिल से अधिक के लिए एक समस्या है जहां यह अस्थिर हो जाएगा इसलिए हमें एक स्लोप कंपनसेटेड वेवफॉर्म जनरेट करने की आवश्यकता है अब मुझे इस प्रकार की वेव शेप ड्रॉ करनी है और इस स्लोप को vB बाई L होना चाहिए vB बाई L का मेग्नीट्यूड होना चाहिए इसलिए vB बाई L का मेग्नीट्यूड होगा और इसे I स्लोप कहा जाता है और नया रेफरेंस iLref islope होगा और यह इस तरह दिखेगा तो यह नया करंट रेफरेंस होगा जिसकी हमें करंट कंट्रोल करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए इंडक्टर करंट को स्लोप कंपनसेटेड करंट रेफरेंस के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए तो यह स्लोप कंपनसेटेड रेफरेंस होगा जो हम उपयोग करेंगे अब हम इस वेव शेप को कैसे प्राप्त करते हैं जहां स्लोप vBबाई L के समान है जोकि इंडक्टर करंट वेवफॉर्म का डाउनस्लोप है तो सवाल है इस वेवफॉर्म को कैसे जनरेट किया जाए इसलिए यदि हम इंडक्टर करंट को देखें यहां जो इंडक्टर करंट जिसे हमने ड्रॉ किया है 1 DTS पीरियड के दौरान उस समय के दौरान जब स्विच ऑफ होता है इंडक्टर करंट का स्लोप - v0 बाई L slope - v0 by L या - vB बाई L - vB by L है उस स्लोप का मेग्नीट्यूड vB बाई L है इसलिए यह इंडक्टर फैराडे इक्वेशन द्वारा vL वोल्टेज इंडक्टर के एक्रॉस L diLdt द्वारा दिया गया है आइए हम इसे लिखते हैं vL L diL dt और Ts पीरियड के दौरान iL - vP L इंटीग्रल dt और I स्लोप है क्योंकि यहां आपकी पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे हैं नेगेटिव साइन को हटाकर केवल स्लोप के मेग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए या लेते हुए vBL इंटीग्रल dt vBL integral dt होगा तो हम इस करंट वेव शेप को कैसे प्राप्त करते हैं इस वेव को हम यहां इंप्लीमेंटेशन द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है हमारे पास इस तरह का एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स है और यह कंट्रोल्ड करंट सोर्स इस तरह के एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है और हम कहते हैं कि CS एक कैपेसिटेंस है और फिर आप वोल्टेज vCS को यहां चारों ओर मॉनिटर कर सकते हैं और हम कहते है कि एक करंट I है जो आपने करंट सोर्स के लिए तय किया है तो कैपेसिटेंस के एक्रॉस वोल्टेज क्या हैं तो कैपेसिटेंस के एक्रॉस वोल्टेज Idt का इंटीग्रल है जो ICS है क्योंकि I कांस्टेंट है dt का इंटीग्रल है अब इसे और इसे देखें इंटीग्रल dt vBL और ICS के गुणांक अब इन दोनों की तुलना करते हुए इन दोनों की तुलना करके हम I को vBL इनटू CS vBL into CS में लिख सकते हैं अब आइए हम यहां I निकालते हैं vBL इनटू CS vBL into CS डिवाइडेड बाय CS इनटू dt जो इस कैपेसिटेंस के एक्रॉस वोल्टेज होगा तो कैपेसिटेंस के एक्रॉस वोल्टेज इस वेव शेप को फॉलो करेगा यह I स्लोप की वैल्यू के बराबर यह वोल्टेज है इस वेव शेप को इस सटीक स्लोप vBL slope vBL के साथ फॉलो करेगा क्योंकि CS CS कैंसिल हो जाएगा अब यह एक इंटीग्रेटर है और जितनी देर तक यहां करंट कांस्टेंट है तब तक यह इंटीग्रेट होता रहेगा यह जीरो पर नहीं आएगा तो एक रीसेट मेकैनिज्म होना चाहिए तो आइए हम इस स्विच के एक्रॉस कनेक्ट करते हैं इसलिए करंट सोर्स को मैं vB CSL पर सेट कर दूंगा अब मैं कैपेसिटेंस के एक्रॉस वहां एक स्विच को कनेक्ट कर लूंगा और उस क्लॉक से स्विच को ऑन या ऑफ करूंगा इसलिए जब भी कोई क्लॉक होती है तो वह इसे स्विच ऑन कर देगा यह इस कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज करेगा इसे जीरो पर लाएगा इसलिए क्लॉक ड्यूटी साइकिल के पीरियड के दौरान यह जीरो पर आ जाएगा फिर यह फिर से इंटीग्रेटिंग शुरू करेगा और इस पॉइंट पर क्लॉक पिक्चर में आ जाएगी यह जीरो पर आ जाएगा यह क्लॉक वेव फॉर्म इस तरह दिखता है यह हमने पहले देखा है यह नैरो पल्सेस का सेट है जो प्रत्येक TS पीरियड पर हो रहा है प्रत्येक TS पीरियड की शुरुआत में एक बहुत बहुत ही नैरो ड्यूटी साइकिल पल्स है और यह बहुत नैरो ड्यूटी साइकिल के दौरान है यह इस स्विच को चालू करेगा कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट करेगा कैपेसिटेंस इससे डिस्चार्ज होगा आप रजिस्टेंस को सीरीज में रख सकते हैं एक स्मॉल रेजिस्टेंस और सीरीज हो शायद करंट को लिमिट करने के लिए अब यह यदि आप इसे वेवफॉर्म के इन सेट के साथ रखते हैं तो यह इस तरह से दिखाई देगा तो मुझे ड्रॉ करने दें तो ये वो पोजीशन हैं जब क्लॉक दिखाई देगी तो आपको क्लॉक सिग्नल दिखाई देगा इसलिए प्रत्येक TS अवधि की शुरुआत में एक बहुत ही नैरो ड्यूटी साइकिल पल्स होगी यह कैपेसिटेंस को रीसेट करेगा और फिर जीरो पर लाएगा फिर कैपेसिटेंस इंटीग्रेटिंग करता रहेगा यह बन जाएगा और अगली क्लॉक के होने पर यह जीरो पर लाएगा फिर से यह इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और अगली क्लॉक की शुरुआत TS पीरियड से शुरू होकर यह जीरो पर रीसेट हो जाएगी इसलिए ऐसा होता रहेगा तो इस तरह हम इस I स्लोप वेवफॉर्म को उत्पन्न कर सकते हैं और स्लोप कंपनसेटेड रिफरेंस प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं अब हम अपने करंट कंट्रोल्ड कनवर्टर चार्जर सर्किट को लेते हैं पहले हमारे पास सीधे यहाँ से iLref था यहाँ iLref एक कांस्टेंट DC वैल्यू था इसलिए हम इसे स्लोप कंपनसेटेड रिफरेंस के साथ बदल देंगे इसलिए हम जो करेंगे वह यह है कि हम वहां iL को हटा देंगे और मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर हम एक स्लोप कंपनसेटेड रिफरेंस देने जा रहे हैं अब हम इसे कैसे जनरेट करते हैं आइए हम यहां iLref को थोड़ा पीछे शिफ्ट करें और मैं इसकी तुलना इस I स्लोप से करूंगा इसलिए मेरे पास एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स है इस कंट्रोल करंट सोर्स का करंट वैल्यू I होगा जो L द्वारा विभाजित vB इनटू CS के सेंसड वैल्यू पर निर्भर है तो वहाँ एक कैपेसिटेंस रखें और कैपेसिटेंस के एक्रॉस मैं स्विच के रूप में रखूँगा और यह स्विच I इस क्लॉक सिग्नल के आधार पर ऑन होगा इसलिए जब भी क्लॉक हाई देती है तो यह इसे भी ऑन कर देगा इस कैपेसिटर को रीसेट करें और फिर जब यह बंद हो जाता है तो यह इंटीग्रेटिंग करना शुरू कर देगा यह रेजिस्टेंस सिर्फ करंट को लिमिट करने के लिए यहां रखा गया है और यह एक टाइम कांस्टेंट Cs इनटू R भी देता है टाइम कांस्टेंट पिक्चर में है लेकिन यह एक छोटा टाइम कांस्टेंट होगा जोकि 5 गुना टाइम कांस्टेंट तक पहुंचेगा जब तक क्लॉक ड्यूटी साइकिल ड्यूटी साइकिल पल्स खत्म हो तो यह वैल्यू जो आप वहां दे रहे हैं islope है और आप इसे iLref से घटाते हैं और इसे कंपनसेटेड स्लोप कंपनसेटेड रेफरेंस के रूप में देते हैं अब यदि आप इस वेव शेप को देखते हैं तो यह वेव शेप सिर्फ DC है और इस वेव शेप के बारे में क्या तो चलिए सबसे पहले हम यहां करंट रिफरेंस सेट करते हैं और करंट वैल्यू vB x CS L current value vB x CS L है मान लें कि vB सेंसड वैल्यू है इसलिए करंट रिफरेंस यहां आउटपुट वोल्टेज के अनुसार बदल जाएगा और यदि आप ऐसा करते हैं तो यहां आपको एक पॉजिटिव स्लोप सॉ टूथ वेवफॉर्म इस तरह मिलेगा iLref माइनस यह आपको इस तरह की वेवफॉर्म देगा और यह स्लोप कंपनसेटेड रेफरेंसेस बनाएगा जो आप इस कंट्रोलर को प्रदान करेंगे तो अब iL जब भी इससे अधिक होता है स्लोप कंपनसेटेड वैल्यू दूसरों की तुलना में नेगेटिव होगा और यह पॉजिटिव होगा और SR लैच को रीसेट करेगा तो इस तरह से यह स्लोप कंपनसेटेड करंट कंट्रोल कनवर्टर काम करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा अब यहाँ यह iLref यदि यह MPPT चार्जर के आउटपुट से आ रहा है तो क्या आप यहाँ से वोल्टेज और करंट को सेंस कर रहे हैं और हिल डिडक्शन या हिल क्लाइम्बिंग एल्गोरिदम से पास कर रहे हैं इसका आउटपुट आप यहाँ से देते हैं फिर करंट रेफरेंस यहाँ पर बदलता रहेगा जो भी पीक पावर PV पैनल प्रदान कर सकता है उसके हिसाब से और और वह रेफरेंस चेंज होंगे आप देखेंगे कि आइसोलेशन वैल्यू के आधार पर यहाँ पर करंट बढ़ेगा या घटेगा इसलिए वह MPPT आधारित स्लोप कंपनसेटेड करंट कंट्रोलर बैटरी चार्जर PV सोर्स के लिए बन जाता है MPPT ब्लॉक को शामिल करते हुए हम यहां MPPT एल्गोरिदम ब्लॉक को शामिल कर सकते हैं हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के समान इसे दो इनपुट चाहिए एक इनपुट PV पैनल का टर्मिनल वोल्टेज vT है दूसरा इनपुट iPV है करंट पैनल और MPPT के आउटपुट के माध्यम से फ्लो कर रहा है हम इसे iL रेफरेंस में यहां देंगे इसलिए यह वैल्यू बदल जाएगा जैसा कि हमने पहले इस फैशन में देखा था और iL रेफरेंस आइसोलेशन के आधार पर बदलता रहेगा और ड्रॉ करने की कोशिश करेगा iL रेफरेंस को यहां इस तरह से सेट करें ताकि PV पैनल से अधिकतम पावर ड्रॉ की जा सके इसलिए जैसे ही यह iL रेफरेंस सेट हो जाता है और स्लोप कंपनसेटेड करंट कनवर्टर iL रेफरेंस के सामान iL वैल्यू के समान बनाएगा और जिसके चलते बैटरी और लोड को एक साथ PV सोर्स से उपलब्ध पिक पावर पर चार्ज कर रहा है